क्या हमारे पास कोई ऐसी विधि है जो साथ ही साथ बेहतर समाधान को बता दे और क्या हमारे पास ऐसी कोई विधि है जो हमें सबसे बेहतर समाधान हो आसानी से बता दे और उसमें सभी संभव बेसिक समाधानओं को निकालने की आवश्यकता ना हो अतः यहां पर इस प्रश्न के साथ ही हम चित्रात्मक और बीज गणितीय विधियों पर चर्चा बंद करते हैं और एक ऐसे विधि की ओर चलते हैं जो ऊपर के तीनों प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो और इसका उत्तर हम अगली कक्षा में देखेंगे